तो जो प्रोग्राम हमने यहां देखा है वह टाइमर 1 एक इवेंट काउंटर के रूप में कार्य कर रहा है तो यह पिन 35 है तो यह टी 1 पी है तो मैं वहां आने वाली पल्सेस को दे रहा हूं और फिर यह सेट बी जैसा कि हमने कहा है कि सेट बी 35 इस 4 35 को उच्च बना कर इनपुट पोर्ट के रूप में देगा तब हमारे डिस्प्ले उद्देश्य के लिए हम कह सकते हैं कि मेरे इस पोर्ट पी 2 लाइनों पर 8 एलईडी जुड़ा हो सकता है तो आपने देखा है कि आप टीएल 1 की इस गिनती को इस P 2 पर एक रजिस्टर के माध्यम से आउटपुट कर रहे हैं तो हम यहाँ वह कर सकते हैं इसलिए हम यहां कई एलईडी कनेक्ट कर सकते हैं तो आप कुछ इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं हो सकता है कि एक रजिस्टर डालें फिर हमने 1 एलईडी यहां रखी एक एलईडी यहां डाल दी तो उनमें से प्रत्येक के लिए इस तरह से हमे कुछ एलईडी करंट लिमिटिंग रेसिस्टर के बाद मिल सकती है तो इस तरह से हर बिंदु के लिए हम 1कनेक्ट कर सकते हैं तो 8 एलईडी 8 ऐसे एलईडी कनेक्ट किए जा सकते हैं इस प्रकार इस टी 1 में प्राप्त की गई पल्सेस की संख्या का एक अच्छा प्रदर्शन होगा और चूंकि हम 8 बिट से अधिक संख्या प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं तो पोर्ट पी 2 में इसे केवल 8 लाइनें मिली हैं तो हमें 8 एलईडी मिले हैं जो ठीक है तो हम प्रभाव से ओवरफ्लो होने के बाद इस काउंटर को 0 के साथ पुनः लोड कर सकते हैं तो अगला हम एक और उदाहरण देखेंगे तो इस तरह से हम मानते हैं कि एक 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पल्स 34 पिन से जुड़ा हुआ है और हम एक एलसीडी पर काउंटर 0 प्रदर्शित करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो यह जो कुछ भी है काउंटर 0 मान हम इसे एलसीडी पर रखना चाहते हैं तो TH0 का प्रारंभिक मूल्य हम माइनस 60 के रूप में निर्धारित करते हैं और उसके बाद से तो इसे जारी रखा जाएगा तो पहले दौर में यह 0 से शुरू होता है और 256 घटनाओं को गिनता है और चूंकि रीसेट पर TL 0 होता है तो हमें यह करना है तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं तो हम इस TH0 को प्रोग्राम की शुरुआत में माइनस 60 के साथ लोड करना चाहते हैं तो प्रोग्राम पर एक नजर डालते हैं तो पहले यह एलसीडी सेटअप भाग एलसीडी को इनिशियलाइज़ करता है तो यह एक कॉल एलसीडी सेटअप है तो यह हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है तो हम मानते हैं कि यहाँ एलसीडी सेटअप रूटीन है तो जो इस एलसीडी सेटअप हिस्सा को कर रहे हैं कुछ कण्ट्रोल वाल्व एलसीडी और वह सब करने के लिए सेट किया गया है तो यह मानते हुए यह पहले से ही इस एलसीडी सेटअप रूटीन द्वारा किया जाता है तो हम काउंटर 0 को मोड 2 में आरंभीकृत करते हैं तो फिर से इस निचले क्रम में 4 बिट्स तो वे आपको मोड सेटिंग की तरह बताएंगे और तो यह समय है जब यह अब एक काउंटर है और यह मोड 2 है तो TH0 को माइनस 60 में सेट किया गया है और B P 34 सेट किया गया है तो यह इस T0 को पिछले उदाहरण की तरह इनपुट बना देगा हम सेट B P 35 का उपयोग कर रहे थे तो यहां हमें T0 को इनपुट के रूप में सेट करने के लिए सेट बी पी 34 का उपयोग करना होगा फिर बी सेट करें टीआर 0 यह टाइमर शुरू करेगा यह काउंटर शुरू करेगा और ए कॉमा टीएल0 को स्थानांतरित करेगा तो हर 60 सेकंड के बाद हमने शुरू किया है हमने T0 को माइनस 60 के साथ लोड किया है तो 60 सेकंड के बाद यह 60 के बाद होगा हर 60 घटनाओं के बाद तो वहाँ टाइमर ओवरफ्लो होगा तो ए कॉमा TL0 को स्थानांतरित करें तो फिर हम इस A को कॉल कन्वर्ट करते हैं यह कुछ रजिस्टर R2 R3 R4 में बदल जाएगा तो फिर से यह रूटीन हमारी चर्चा का हिस्सा नहीं है क्योंकि यह कुछ डिस्प्ले रूटीन है तो जो इस घंटे मिनट और सेकंड डिस्प्ले के दूसरे भाग को धारण करने के लिए शायद इस रजिस्टर आर 2 आर 3 आर 4 का उपयोग करता है तो यह यहाँ नहीं दिखाया गया है और फिर हम इस TH0 की जाँच करते हैं अगर TH0 ओवरफ्लो हो रहा है तो हम वापस जाते हैं इसका मतलब है हमारे पास 1 लूप खत्म हो गया है तो TL0 मान फिर से होगा तो यदि यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है तो यह TL0 मान फिर से A में जाएगा और फिर यह कन्वर्टर इस वैल्यू को घंटे मिनट सेकंड डिस्प्ले में परिवर्तित करेगा और यह डिस्प्ले रूटीन कॉल किया जायेगा और जब यह बिट सेट हो जाएगा तब तो अब इस TR0 को रोकने के लिए टाइमर को रोकना होगा और इस ओवरफ्लो फ्लैग को रीसेट करना होगा तो यह हो गया है और उस टाइमर को शुरू करने जा रहा है तो इस तरह से हमारे पास इस उद्देश्य के लिए एक प्रोग्राम हो सकता है आगे हम उस स्थिति पर विचार करते हैं जहां गेट टी मोड रजिस्टर में 1 के बराबर है तो अब तक हमने जो भी चर्चा की है उनका गेट 0 के बराबर था तो कुछ भी नहीं तो बाहरी रूप से कोई नियंत्रण नहीं था तो सब कुछ आंतरिक टीआर बिट द्वारा नियंत्रित किया गया था तो हमने टाइमर 0 और 1 के लिए सेट बी टीआर 0Set BTR0 और सेट बी टीआर 1Set BTR1 का उपयोग किया है अब यदि गेट 1 के बराबर है तो हम टाइमर का उपयोग शुरू करने और रोकने के लिए हार्डवेयर का उपयोग कर सकते हैं तो यह कई बार उपयोगी है और वे इस INT 0 और INT 1 पिन द्वारा किया जाता है तो INT 0 पोर्ट नंबर 2 का पिन नंबर 12 है और पिन नंबर INT 1 पिन नंबर 13 है जो कि बिट नंबर 3 है तो वे टाइमर ऑपरेशन को नियंत्रित कर सकते हैं तो यदि यह गेट बिट 1 के लिए सेट किया गया है तो टाइमर 0 के लिए जब भी यह INT 0 सक्रिय होता है तब केवल टाइमर ही काम करेगा और यदि इसे निष्क्रिय कर दिया जाता है तो टाइमर बंद हो जाएगा तो इस तरह से हम बाहरी और आंतरिक रूप से इन टाइमर के लिए नियंत्रण कर सकते हैं तो इंटरनल टर्न ऑन के लिए सॉफ़्टवेयर पक्ष के लिए टाइमर को चालू करने के लिए तो आपको इस निर्देश सेट B TR0 का उपयोग करना होगा तो इसके अलावा यह रहता है कि हमारे पास यह बाहरी गेट 1 के बराबर हो सकता है तो यदि गेट 1 के बराबर है तो यह काउंट अप करेगा यदि INT 0 इनपुट हाई है और TR0 1 के बराबर है तो अगर ये दो स्थितियां संतुष्ट हैं तो केवल अपकाउंटिंग होगी गेट 1 के बराबर के लिए और गेट 0 के बराबर के लिए यह केवल सॉफ्टवेयर कण्ट्रोल होगा तो केवल TR0 1 के बराबर होगा पर्याप्त होगा तो यह हमने देखा है तो टाइमर के संबंध में कई विशेष फ़ंक्शन रजिस्टर हैं तो यह TCON 88H है यह बिट एड्रेसेब्ल करने योग्य है और जैसा कि हम देखते हैं कि अंतिम डिजिट 8 है इसलिए यह बिट एड्रेसेब्ल है तो जब भी आपको यह अंतिम डिजिट 8 या 0 के रूप में मिला है तो 8051 के मामले में रजिस्टर बिट एड्रेसेब्ल योग्य है तो TMOD यह मोड कंट्रोल है तो इसका एड्रेस 89 है और यह बिट एड्रेसेब्ल नहीं है तो यह TL0 TL1 TH0 TH1 तो ये सभी टाइमर मान लौ बाइट और हाई बाइट हैं और वे बिट एड्रेसेब्ल नहीं हैं तब हमें यह T2CON मिला है तो T2CON 8052 के लिए है और हमें कुछ लौ बाइट कैप्चर मिले हैं देखें ये कुछ टाइमर टूल मोड हैं कुछ विशेष मोड हैं तो उस उद्देश्य के लिए इन रजिस्टरों का उपयोग किया जाता है आगे हम इंटरप्ट पर गौर करेंगे तो 8085 के मामले में हमने इंटरप्ट देखी है और फिर हमने देखा है कि 8085 में अलग अलग प्रकार के इंटरप्ट हैं आरएसटी इंटरप्ट आईएनजीआर टीआरएपी जैसी तो 8051 के मामले में हमें 2 इंटरप्ट ग्राहक मिले हैं तो INT 0 और INT 1 बाहरी इंटरप्ट के रूप में प्लस कुछ अन्य इंटरप्ट हैं जो वास्तव में आंतरिक इंटरप्ट हैं तो हम उन पर गौर करेंगे तो यह आरेख बहुत सामान्य है तो यदि इस बिंदु पर इंटरप्ट आती है तो यह आईएसआर के अनुरूप इंटरप्ट सर्विस रूटीन पर कूद जाएगा यह इस ISR को समाप्त कर देगा और यह इंटरप्ट से वापस आ जाएगा तो ये इंस्ट्रक्शन तो इसे वापस उस इंस्ट्रक्शन पर ले जाएगा जहाँ से इसे इंटरप्ट किया गया था तो यह इस बिंदु पर इंटरप्ट हुआ था तो इस mov b10 इंस्ट्रक्शन को खत्म करने के बाद जंप की प्रक्रिया तो इस इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के बाद प्रोसेसर वापस आ जाएगा और इस निर्देश मल्टीप्लय ab को करना शुरू कर देगा तो 8051 के मामले में इंटरप्ट के 5 स्रोत हैं तो वे टाइमर 0 ओवरफ्लो टाइमर 1 ओवरफ्लो फिर एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 और सीरियल पोर्ट इंटरप्ट हैं तो ये विभिन्न इंटरप्ट हैं जो हमारे पास हैं तो टाइमर 0 टाइमर 1 हमने देखा है कि TF0 और TF1 बिट तो जैसा कि मैंने कहा कि आप या तो संदर्भ समय 0944 एक प्रोग्राम में या जब ओवरफ्लो हुआ है तो आपको एक इंटरप्ट उत्पन्न हो सकता है 8051 के कुछ वर्धित संस्करण हैं जिन्हें 22 विभिन्न स्रोत मिले हैं तो वे ऐसा करते हैं 8051 के उन्नत संस्करण को अधिक टाइमर प्रोग्रामेबल काउंटर जो कि एडीसी और अधिक एक्सटर्नल इंटरप्ट है और उसके बाद सीरियल इंटरप्ट होता है तो वे वहाँ हैं तो लेकिन बेसिक 8051 को केवल 5 इंटरप्ट मिले हैं तो हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये 5 इंटरप्ट कैसे संचालित होंगे तो यदि इंटरप्ट इवेंट होती है और उस इवेंट के लिए इंटरप्ट फ्लैग्स इनेबल्ड होते हैं तो इंटरप्ट को मान्यता दी जाएगी सबसे पहले सभी इंटरप्ट इनेबल होना चाहिए जैसा कि हमने 8085 के लिए भी देखा है सभी इंटरप्ट को सक्षम किया जाना चाहिए और हम यहाँ इंटरप्ट की मास्किंग कर सकते हैं यहाँ पर भी वही चीज़ है उस इवेंट के लिए इंटरप्ट फ्लैग को मास्किंग उद्देश्य के लिए इनेबल होना चाहिए क्योंकि इंटरप्ट मास्क्ड नहीं है और इंटरप्ट वास्तव में रिक्त में हुआ है तो यदि ये सभी चीजें होती हैं तो केवल एक इंटरप्ट उत्पन्न हुई है माना जाता है और यह प्रोसेसर द्वारा ध्यान रखा जाएगा यह कैसे ध्यान रखा जाता है तो पहले वर्तमान प्रोग्राम काउंटर वैल्यू को स्टैक पर धकेल दिया जाता है और इससे पहले आप स्टेप संख्या 0 लिख सकते हैं जो मूल रूप से वर्तमान इंस्ट्रक्शन को पूरा करना है तो आप यहां स्टेप संख्या 0 के रूप में एक और स्टेप लिख सकते हैं तो जो कहता है कि वर्तमान इंस्ट्रक्शन को समाप्त करें जो इंस्ट्रक्शन इसे निष्पादित किया गया था और उसके बाद ही यह इंटरप्ट सर्विस रूटीन में जाएगा तो वर्तमान इंस्ट्रक्शन को समाप्त करने के बाद तो यह स्टैक में प्रोग्राम काउंटर वैल्यू होगा और प्रोग्राम का निष्पादन उस इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस पर जारी रहेगा तो 8051 के मामले में सभी इंटरप्ट वेक्टोरेड इंटरप्ट है तो 8085 में INTR की तरह सभी वेक्टोरेड इंटरप्ट है नॉन वेक्टर इंटरप्ट जैसा कुछ भी नहीं है तो उनके एड्रेस तय हो गए हैं तो निष्पादन एक निश्चित एड्रेस पर शुरू होगा और फिर कुछ समय बाद जब यह इंटरप्ट सर्विस रूटीन समाप्त हो जाएगी तब यह प्रोग्राम काउंटर यह डेटा इंस्ट्रक्शन का सामना करता है और फिर प्रोग्राम काउंटर को स्टैक से बाहर निकाल दिया जाता है और प्रोग्राम निष्पादन फिर से शुरू होगा उस बिंदु जहां इसे छोड़ दिया गया था तो वह चीज है तो यह मानक इंटरप्ट ऑपरेशन प्रवाह है तो यह अन्य प्रोसेसेज के लिए भी सही है और केवल एक चीज यह है कि 8051 के मामले में इंटरप्ट सभी वेक्टोरेड इंटरप्ट हैं इसके बाद हम इंटरप्ट की प्राथमिकताओं पर गौर करते हैं जैसे कि 8085 के मामले में यदि 2 इंटरप्ट स्रोत एक ही समय में इंटरप्ट देते हैं तो एक प्रायोरिटी सेटिंग है और हमने देखा है कि TRAP को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है और फिर वह नॉन मस्क़ब्ल इंटरप्ट है 75 65 55 में तो उन्हें उस क्रम में प्राथमिकताएं मिल गई हैं तो 8051 के मामले में भी प्रायोरिटी की अवधारणा है सर्वोच्च प्राथमिकता वाले इंटरप्ट को पहले सर्विस मिलेगी और सभी सर्वेक्षणों में डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी क्रम में इंटरप्ट आएगी तो प्रायोरिटी भी उच्च या निम्न पर सेट की जा सकती है तो यह भी किया जा सकता है तो ये इंटरप्ट प्रायोरिटी हैं तो कुछ स्पेशल फ़ंक्शन रजिस्टर हैं जो इन इंटरप्ट के लिए उपयोगी हैं पहला स्पेशल फ़ंक्शन रजिस्टर जिसे हम देखेंगे वह इंटरप्ट इनेबल कहलाता है तो यह इंटरप्ट इनेबल है तो इसे 7 बिट्स मिल गए हैं 8 बिट्स इसमें से यह बिट नंबर 6 अर्थहीन है तो यह प्रलेखित नहीं है कि इस बिट संख्या 6 का उद्देश्य क्या है तो यह प्रलेखित नहीं है जहां तक उपयोगकर्ता का संबंध है आप इस विशेष बिट के साथ कुछ भी नहीं कर सकते तो यह बिट संख्या 7 इनेबल इंटरप्ट है तो यह सिस्टम में सभी इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए है तो यह एक ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल है और किसी भी इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए इसे 1 पर सेट किया जाना चाहिए तो इस ईए को इस इनेबल के लिए 1 के बराबर सेट किया जाना चाहिए और यदि ए 0 है तो सिस्टम में सभी इंटरप्ट वे डिसेबल्ड हैं फिर यह बिट नंबर 5 ET2 है तो यह टाइमर इंटरप्ट है तो हमें यह टाइमर इंटरप्ट 2 मिला है तो यह हमें मिल गया है तो यह टाइमर 2 के लिए सच है तो टाइमर 2 8051 में हमारे पास टाइमर 2 नहीं है तो यह 8052 में आपके पास होगा लेकिन यह बिट 8051 में भी है फिर हमें ES0 मिला है तो यह सीरियल इंटरप्ट या सीरियल कम्युनिकेशन इंटरप्ट है तो हमारे पास है तो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हमें बाइट रेसिवेद और बाइट सेंट दोनों मिल गए हैं लेकिन दोनों को इस A0 द्वारा एक एकल इंटरप्ट द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो वहाँ दोनों रिसीव और ट्रांसमिट वे एक ही इंटरप्ट ES0 उत्पन्न करते हैं फिर हमें ET1 मिला है तो ET1 टाइमर 1 के लिए है तो यह एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 के लिए एक EX1 है तो आपको टाइमर 0 के लिए ET0 और एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 के लिए EX0 मिल गया है और एक रीसेट मान भी है इसलिए इस इंटरप्ट इनेबल्ड रजिस्टर के लिए रिसेट वैल्यू सभी 0 है तो आप देखें कि शुरू में सभी इंटरप्ट्स डिसेबल हो गए हैं और यह इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर ए 8 एच है तो किसी भी उचित प्रणाली के डिजाइन के लिए जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में होने वाली इंटरप्ट की अनुमति देता है तो हमें इस ईए बिट को 1 पर सेट करना चाहिए तो सिस्टम के पूरे ऑपरेशन में यह 1 महत्वपूर्ण कदम हो सकता है कि ईए बिट ऑन होना चाहिए अन्यथा किसी भी इंटरप्ट को प्रोसेसर द्वारा महसूस नहीं किया जाएगा तो यह TCON रजिस्टर है जिसे हमने पहले देखा है यह एक बार आता है जब हम इस इंटरप्ट पर चर्चा कर रहे हैं तो हमने इस हायर आर्डर निबल को देखा है ये चार बिट हैं तो वे टाइमर 1 और टाइमर 0 के लिए समर्पित हैं वे ओवरफ्लो फ्लैग और रन फ्लैग हैं तो वे 2 बिट्स हैं लेकिन यह निचला क्रम 4 बिट्स है तो वे वास्तव में IE1 IT1 IE0 और IT0 हैं तो IE1 तो यह CPU द्वारा सेट किया जाता है जब एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 पर हाई से लौ संक्रमण का पता लगाया जाता है इस इंटरप्ट 1पर हाई से लौ संक्रमण पर तब यह IE1 बिट सेट हो जाएगा और तदनुसार यह IE0 बिट सेट हो जाएगा यदि कोई INT 0 लाइन पर इंटरप्ट प्रोसेसर द्वारा हाई से लौ संक्रमण का पता लगाया गया तो दो इंटरप्ट पिन INT 0 और INT 1 हैं और जब भी यह उन लाइनों पर एक हाई से लौ संक्रमण को देखता है तो ये बिट्स उचित मानों पर सेट हो जाते हैं वे 1 पर सेट हो जाते हैं और फिर हम IT1 पर चले जाते हैं तो IT1 इंटरप्ट 1 प्रकार का कण्ट्रोल है तो यदि यह फॉलिंग एज या लौ लेवल को ट्रिगर करने के लिए सॉफ़्टवेयर द्वारा सेट या क्लियर किया जाता है तो अगर यह है तो आप इस IT1 बिट सेट को नियंत्रित कर सकते हैं तो यदि आप इस IT1 बिट को 1 पर सेट करते हैं तो यह एक फॉलिंग एज ट्रिगर फ्लिप होगा एक फॉलिंग एज ट्रिगर्ड सेंसिंग हो जाएगा तो जब इंटरप्ट लाइन हाई से लौ हो जाती है तो सिस्टम को इंटरप्ट करने के लिए इसे लिया जाएगा और अगर यह 0 है तो जब INT 1 लाइन INT 1 लाइन लौ होगी तो इसे प्रोसेसर के लिए इंटरप्ट के रूप में लिया जाएगा तो आपको इन इंटरप्ट प्रकारों को स्थापित करने में सावधान रहना होगा तो उस डिवाइस पर निर्भर करता है जिसे हम सिस्टम से जोड़ रहे हैं तो हम इस प्रकार के इस इंटरप्ट को पसंद कर सकते हैं जैसे यह H ट्रिगर या लेवल ट्रिगर किया गया है लेकिन दोनों निम्न हैं तो दोनों H ट्रिगर हाई टू लौ एज भी और लेवल ट्रिगरिंग भी यह लौ लेवल ट्रिगर है और इसी तरह हमें INT0 इंटरप्ट के लिए ये IE0 और IT0 बिट्स मिले हैं यदि आप प्रिऑरिटीज़ को देखते हैं तो हमें मिल गया है तो यह डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी है तो INT 0 में सर्वोच्च प्राथमिकता है उसके बाद TF0 टाइमर जो कि टाइमर 0 है इसके बाद इंटरप्ट 1 है इसके बाद टाइमर 1 है इसके बाद यह RI TI है तो यह रिसीव इंटरप्ट और ट्रांसमिट इंटरप्ट होता है तो ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हैं तो वे एक ही इंटरप्ट से हैं तो इसीलिए हम इसे RI TI के रूप में लिख सकते हैं जैसे कि यह 1 इंटरप्ट उत्पन्न होता है तो यह डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी है तो यह आपको तुरंत बताता है कि यदि एक साथ कई इंटरप्ट उत्पन्न होते हैं तो प्रोसेसर पहले INT 0 का जवाब देगा और यदि INT 0 नहीं है तो यह TF0 पर प्रतिक्रिया देगा TF0 नहीं है यह INT1 पर प्रतिक्रिया देगा तो यह उस तरह जाएगा लेकिन 8085 के विपरीत यहां आप प्रायोरिटी सेटिंग बदल सकते हैं तो आप इस तरह कह सकते हैं कि हमें यह PT2 मिल गया है तो यह 1 रजिस्टर है जिसे आईपी रजिस्टर कहा जाता है इसलिए इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर के पहले 2 बिट्स में कोई कार्यक्षमता नहीं है तो यह PT2 टाइमर 2 इंटरप्ट की प्रायोरिटी है तो PS टाइमर सीरियल पोर्ट इंटरप्ट की प्राथमिकता है तो PT1 टाइमर 1 इंटरप्ट की प्रायोरिटी है तो यह PX1 एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 की प्रायोरिटी है PT0 टाइमर इंटरप्ट 0 की प्रायोरिटी है अब यदि आप उन बिट्स में से किसी एक बिट को 1 सेट करते हैं तो यह इंटरप्ट सर्वोच्च प्रायोरिटी होगी उदाहरण के लिए यदि आप इस टिप्पणी को देखते हैं तो MOV IP यह इंस्ट्रक्शन MOV IP 00000100B बाइनरी पैटर्न तो 1 यह PX1 यह बिट 1 है और बाकी बिट्स 0 हैं तो उस स्थिति में INT 1 सर्वोच्च प्रायोरिटी मान लेगा तो यह क्रम अब बदल जाएगा और यह कुछ इस तरह होगा तो एक बार इस सेटिंग को करने के बाद तो मेरी INT 1 में हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी INT 1उसके बाद INT 0 फिर TF0 फिर INT 1 क्षमा करें INT 1 तो पहले से ही है TF0 फिर यह TF1 और फिर यह RI प्लस TI तो क्रम बदल जाएगा तो क्रम बदल जाएगा तो हम यह बात रख सकते हैं कि यह चीज़ नए क्रम का प्रतिनिधित्व करेगा तो आप प्रायोरिटी को बदल सकते हैं और तो यह इंटरप्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी मान लेगी और बाकी सभी पिछले क्रम का पालन करेंगे तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या हमारे पास यह हो सकता है क्या हमारे पास 1 से अधिक बिट 1 सेट हो सकता है तो यदि आप इसे इस तरह करते हैं तो ये 2 इंटरप्ट होते हैं तो 11 मैं देख रहा हूँ तो इस इंटरप्ट वे 1 पर सेट हैं और बाकी सभी 0 हैं तो इसका मतलब है कि ये दो इंटरप्ट हैं तो वे शेष लोगों की तुलना में हायर प्रायोरिटी हासिल करेंगे यह टाइमर 1 और यह एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 वे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रहण करेंगे इसके बाद दूसरों को और उनके भीतर इन दोनों के बीच प्रायोरिटी डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी द्वारा तय की जाएगी तो यदि आप इस संबंध से परामर्श करते हैं तो आप देखते हैं कि यह INT तो INT1 और टाइमर 1 के बीच INT1 को हायर प्रायोरिटी मिली है तो यदि आप इसे इस तरह सेट करते हैं तो INT1 की हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी और इसके बाद यह TF1 होगा तो इस तरह तो यह रिश्ता आएगा तो INT1 को हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उस के बाद TF1 और उसके बाद उसी क्रम में बाकी इंटरप्ट का पालन किया जाएगा तो INT0 TF0 फिर RI TI वे शेष इंटरप्ट हैं तो वे पिछले क्रम का पालन करेंगे केवल एक चीज यह है कि इन दो इंटरप्ट में उनकी प्राथमिकताएं दूसरों की तुलना में अधिक होंगी तो स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं कि आप इन इंटरप्ट प्रायोरिटी को मनमाने ढंग से निर्धारित नहीं कर सकते हैं तो कुछ मूल्य हैं कुछ इंटरप्ट संयोजन संभव है लेकिन आप उन सभी को एक साथ सेट नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी यह एक अच्छा विकल्प है जैसे हम डिफ़ॉल्ट इंटरप्ट प्रायोरिटी को बदल सकते हैं और यह विशेष रूप से सच है क्योंकि एक प्रणाली में जब आप माइक्रोकंट्रोलर आधार पर कुछ एम्बेडेड अनुप्रयोग डिज़ाइन कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको अलग अलग स्रोतों से और प्रोग्राम के अलग अलग समय या प्रोग्राम के अलग अलग चरणों से इंटरप्ट लेने की आवश्यकता है इसलिए आपको हार्डवेयर कनेक्शनों को बदलने के बजाय प्रायोरिटी को अलग करने की आवश्यकता हो सकती है तो आप बस इस इंटरप्ट पैटर्न को बदल सकते हैं इंटरप्ट प्रायोरिटी पैटर्न तो इस बदलती प्रायोरिटी का ध्यान रखा जाएगा यह है इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर इसके बाद हम इंटरप्ट वैक्टर में देखते हैं 8051 के मामले में सभी इंटरप्ट वेक्टोरेड इंटरप्ट होते हैं तो 8051 को केवल कुछ ही वेक्टोरेड इंटरप्ट मिले थे और INTR सभी नॉन वैक्टर हैं तो यहाँ पर 8051 के मामले में इस वेक्टोरेड इंटरप्ट उनके एड्रेस तय है इस रीसेट की तरह तो यह आपको 0000 एड्रेस पर ले जाएगा इसलिए यह एड्रेस तय है यह INT0 एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 तो यह एड्रेस 0003 टाइमर 0 000B है तो आप देखते हैं कि यदि आप इन दो स्थानों 3 और B में देखते हैं तो आपको बीच में केवल 8 मेमोरी स्थान मिले हैं इसलिए यदि आप एक्सटर्नल इंटरप्ट 0के लिए इंटरप्ट सर्विस रूटीन लिख रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि यह 8 बाइट्स पर्याप्त हैं तो आपके इंटरप्ट को पकड़ने के लिए यह ठीक है अगर ऐसा नहीं है तो आपको ध्यान रखना होगा तो यदि आप जानते हैं कि यदि आप कुछ प्रकार के जम्प के इंस्ट्रक्शन और वह सब महसूस करते हैं जैसा कि हमने 8085 में भी देखा है अब इसलिए ये इंटरप्ट वेक्टर लोकेशन हैं तो यह सीरियल इंटरप्ट जिसका उच्चतम एड्रेस 0023h है और यह टाइमर 2 ओवरफ्लो है जो कि 8052 के लिए है तो यह 002b है तो इस तरह से हमारे पास विभिन्न इंटरप्ट एड्रेस हो सकते हैं वेक्टर एड्रेस तो यह डिजाइनर द्वारा तय किया गया है इंटरप्ट सर्विस रूटिंग के ओवरलैपिंग से बचने के लिए जंप इंस्ट्रक्शन डालना आम बात है जैसे कि हम कहते हैं हम ओरिजिन 00 पर कह रहे हैं तो हम यह ljmp डाल रहे हैं तो हम कहें EX7ISR तो यह कुछ इंटरप्ट सर्विस रूटिंग है एक्सटर्नल इंटरप्ट कुछ सर्विस रूटिंग है और यह मुख्य प्रोग्राम 100 पर है तो इस मुख्य प्रोग्राम से शुरू होता है तो अब 000b एड्रेस और वहाँ यह इंस्ट्रक्शन देख रहा है तो इस बिंदु पर मेरे पास रीसेट ऑपरेशन करने के लिए कोड हो सकता है तो इस तरह यह रीसेट ऑपरेशन होगा तो यह एक उदाहरण है जहां हमें यह पिन 33 INT 1 एक पल्स जनरेटर से जुड़ा हुआ है और हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें पल्स की एज एलईडी से जुड़े पी 13 पर एक हाई बिट भेज देंगे तो क्या स्थिति है तो हमें यह मिल गया है तो हमें इस तरह की स्थिति मिली है कि हमें यह पी 33 मिला है तो यह P 33 एक पल्स जनरेटर से जुड़ा है तो यहां मुझे एक पल्स जनरेटर मिला है जो इस प्रकार की पल्स पैदा कर सकता है और तो फॉलिंग एज पल्स P13 को हाई भेज देंगे तो P 13 यहाँ है तो यह P13 है और वहां मुझे 1 एलईडी जुड़ा मिला है तो यहां कुछ एलईडी यहां से जुड़ी हुई हैं तो अगर मैं इस बिंदु पर 1 डालता हूं तो एलईडी चमक जाएगी तो यह प्रोग्राम तो हम इस इंटरप्ट का उपयोग करके विकास कर सकते हैं तो यह जब यह पल्स लो एज आएगा तो यह एक इंटरप्ट उत्पन्न करता है और यह इंटरप्ट इंटरप्ट सर्विस रूटीन होगी इस बिंदु पर एक 1 डाल दिया जाएगा